तो रेस कंडीशन क्या है तुम्हारा प्रोग्राम चाहे सही से रन करें या नहीं लेकिन फिर भी तुम चाहते हो कि तुम्हारा प्रोग्राम कुछ सही करे तथा चाहे यह कुछ आउटपुट दे या वह करे जिसके लिए तुमने इसे बनाया था अगर प्रोग्राम की करेक्टनेस इस पर निर्भर करती है कि थ्रेडस कैसे शेड्यूल हुए हैं वे किस ऑर्डर में शेड्यूल्स हुए हैं और कैसे शेड्यूलिंग इंटरलीव्ड हुई है अगर प्रोग्राम इन सब पर निर्भर करता है तो हम कह सकते हैं कि वहां रेस कंडीशन है एक रेस कंडीशन एग्जिसट कर रही है तथा जब तुम अपना प्रोग्राम रन करते हो तो वहां रेस कंडीशन हो सकती है और यह वहां समस्या खड़ी कर सकती है अथवा समस्या नहीं भी पैदा कर सकती है तो चलो रेस कंडीशन के बहुत ही सिंपल उदाहरण देखते हैं तो हम सबसे सिंपल केस से शुरू करते हैं जहां तुम्हारे पास प्रोसेसर 1 है तथा प्रोसेसर 2 है और तुम्हारे पास एक शेयर्ड वेरीएबल x है अब यह दोनों प्रोसेसर शेयर्ड वेरीएबल x को इंक्रीमेंट करना चाहते हैं मूल रूप से प्रोसेसर शेयर्ड वेरीएबल x को कैसे इंक्रीमेंट करता है तुम कहते हो लोड R1 x तुम x को रजिस्टर R1 में लोड कर रहे हो और उसके बाद तुम कहते हो एड R1 1 अब तुम 1 को रजिस्टर में ऐड कर रहे हो और अंत में तुम कहते हो स्टोर 'R1 x ' ये तीन इंस्ट्रक्शंस के सेट है एक वेरीएबल को मेमोरी में इंक्रीमेंट करने के लिए जिनकी जरूरत पड़ती है यह वास्तव में मेमोरी की किसी लोकेशन को पॉइंट कर सकता है जैसे की लोकेशन 1002 यह लोकेशन 1002 भी हो सकती है जो कि कुछ नहीं है बल्कि मेमोरी में x का एड्रेस है तो यह है जो थ्रेड 1 तथा थ्रेड 2 करना चाहते हैं तो थ्रेड 2 भी वही चीज करना चाहता है इसलिए अगर यह कहता है इसे रजिस्टर में लोड करो मान लो लोड 'R1 x' 'एड R1 1' R1 को वापस x में स्टोर करो जो की सेम एड्रेस को पॉइंट कर रहा है तो यह सब इंस्ट्रक्शनस कैसे एग्जीक्यूट होते हैं इसलिए अगर तुम्हारे पास दो प्रोसेसरस हैं तो उनमें से प्रत्येक के पास अपना रजिस्टर सेट होता है अब क्या होगा पहला प्रोसेसर 1 मान लो R1 की वैल्यू को अपने रजिस्टर में लोड करता है तो क्या वैल्यू है जो प्रोसेसर वन में आएगी जो वहां स्टोर होगी तो मान लेते हैं कि वहां शुरू में वैल्यू 0 है इसलिए प्रोसेसर 0 को अपने रजिस्टर में फेच कर लेगा अब मान लो वहां इंस्ट्रक्शन 'ऐड R1 टू वन ' एग्जीक्यूट हो रहा है तो इसको यहां मेमोरी के साथ कुछ नहीं करना है इसको बस लोकल वेरिएबल की वैल्यू में 1 को इंक्रीमेंट करना है और उसके बाद इसे R1 को वापस X में स्टोर करना है इसलिए यह इस 0 को 1 से ओवरराइट कर देगा और उसके बाद साथ में थ्रेड 2 आएगा और 'लोड R1X' इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर देगा अभी यहां क्या होगा यह वैल्यू 1 प्रोसेसर 2 में फेच हो जाएगी इसमें एक ऐड हो जाएगा यह ऐड R1X एग्जीक्यूट करेगा इसलिए यह 2 हो जाएगाऔर तब स्टोर R1 x एग्जीक्यूट होगा इसलिए यह वापस मेमोरी लोकेशन पर 2 स्टोर कर देगा सब कुछ ठीक है मान लो मैं एक डॉक्यूमेंट में एक वर्ड कितनी बार आया यह काउंट करने की कोशिश कर रहा हुं मैंने डॉक्यूमेंट को प्रोसेसर 1 तथा प्रोसेसर 2 में स्प्लिट कर दिया इसलिए प्रत्येक प्रोसेसर अपने वर्ड्स की काउंटिंग कर रहा है और उसे अपडेट कर रहा है इसलिए मान लो यह देख रहा है कि एग्जाम वर्ड कितनी बार आया इसलिए प्रोसेसर 1 ने एग्जाम वर्ड को एक बार देखा इसलिए इसने वेरीएवल x को अपडेट करने की कोशिश की यह वही लोकेशन है जो कि एग्जाम वर्ड कितनी बार आया उसका ट्रैक रखने की कोशिश कर रही है तथा प्रोसेसर 2 ने भी एग्जाम वर्ड को एक बार देखा और इसने भी उसी वेरीएवल को अपडेट करने की कोशिश की और अंत में तुम्हें 2 मिला और वहां 2 अकरैंसस थी तुम्हें फाइनल वेरीएवल में 2 मिला इसलिए सब कुछ ठीक लग रहा है अगर कोई भी प्रोसेसर X की वैल्यू प्रिंट करने की कोशिश करता है तो इसे वैल्यू 2 मिलती है जो कि तुम्हारा प्रोग्राम करना चाहता था लेकिन अब वास्तव में क्या हो सकता था वह कुछ अलग ही है यहां एक दूसरी चीज हो सकती थी यह तुम्हारा वेरीएबल x है मान लो पहला थ्रेड R1 को x में लोड कर देता है तो पहले थ्रेड में क्या जाएगा वैल्यू 0 मान लो यहां पहले 0 स्टोर था और इसने एग्जीक्यूट किया एड R1 1 तो यह इसे 1 से अपडेट करता है अब इससे पहले कि यह स्टोर R1 x एग्जीक्यूट कर सके मान लो प्रोसेसर 2 लोड R1 x इन्वोक कर देता है तो अब क्या होगा यह इस लोकेशन से डाटा फेच करेगा और वह डाटा 0 हैऔर तब यह ऐड R11 एग्जीक्यूट करता है तो यह इससे अब 1 से अपडेट करता है और अब मान लो प्रोसेसर 1 स्टोर R1 X एग्जीक्यूट करता है तो यह वापस आता है और यहां 1 लिखता है और अब प्रोसेसर 2 स्टोर R1 X एग्जीक्यूट करता है इसलिए यह 1 को 1 से ओवरराइट करने जा रहा है और अब आउटपुट गलत है यह वह आउटपुट नहीं है जो तुम चाहते थे तो तुम्हारे प्रोग्राम की करेक्टनेस इस बात पर निर्भर करती है कि थ्रेडस किस तरह से इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट कर रहे हैं वह किस ऑर्डर में इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करते हैं और मेमोरी उन इंस्ट्रक्शंस को कैसे एग्जीक्यूट होते हुए देखती है अगर मेमोरी इन इंस्ट्रक्शंस के सेट को जिस तरह रिसीव करती है यह लोड और यह स्टोर पहले और तब यह देखता है यह लोड तथा यह स्टोर तब तुम्हें तुम्हारा मन चाहा आउटपुट मिलेगा लेकिन अगर यह देखता है कि यह लोड उसके बाद यह लोड और उसके बाद दोनों में से कोई भी एक स्टोर तब तुम्हें जो उत्तर मिलेगा वह गलत होने वाला है तो यह एक रेस कंडीशन है और रेस कंडीशन बहुत ही कॉमन है जब तुम मल्टीपल प्रोसेसर्स के साथ काम कर रहे हो जब तुम पैरेलल प्रोग्रामिंग के साथ काम कर रहे हो और तब भी अगर तुम सिंगल प्रोसेसर पर मल्टीपल थ्रेड्स के साथ काम कर रहे हो क्योंकि थ्रेड्स टाइम् स्लाइस की वजह से शेड्यूल हो सकते हैंअथवा वे ब्लॉकिंग ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं और शेड्यूल्ड आउट हो सकते हैं हमने इस पर पिछली बार चर्चा की थी